हमने केवल कंडक्शन और रेडिएशन को देखा है और हमने संक्षेप में न्यूटन के शीतलन के नियम के संदर्भ में कन्वेक्शन की ओर संकेत किया हमने कहा कि यदि कोई वस्तु जो बाहर बह रही है किसी वस्तु के पीछे चल रही है और यदि हीट ट्रांसफर दर से परिभाषित होता है तो न्यूटन के शीतलन के नियम द्वारा परिभाषित किया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए अब हम देखेंगे कि कन्वेक्शन के कारण ऊष्मा ट्रांसपोर्ट का अनुमान कैसे लगाया जाए या कैसे चिह्नित किया जाए और कैसे हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक का अनुमान लगाया जाए हम हमेशा मानते हैं कि कुछ मात्रा होती है जिसे हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक कहा जाता है और यह हमें दिया जाता है अब हम यह देखने जा रहे हैं कि इस मात्रा का अनुमान कैसे लगाया जाए जिसे हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक कहते हैं और मैंने पहले उल्लेख किया था कि हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक घनत्व चालकता वगैरह जैसी आंतरिक संपत्ति नहीं है यह एक काल्पनिक मात्रा है जिसे सुविधा के उद्देश्य से परिभाषित किया गया है यह सुविधा उद्देश्यों के लिए परिभाषित किया गया है हर समय गोरी समीकरणों को हल करने के बजाय यदि हम यह पता लगा सकें कि शुद्ध हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक क्या है तो यह कुछ प्रकार की समस्याओं को हल करने में बहुत सुविधाजनक हो जाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि उद्योग में कहें यदि आपके पास हीट एक्सचेंज प्रक्रिया है बाद में पाठ्यक्रम में हीट एक्सचेंजर के बारे में थोड़ा और देखेंगे तो हीट एक्सचेंजर में आपके पास एक पाइप है आपके पास कुछ तरल पदार्थ है जो पाइप से बह रहा है अब यदि आप जानना चाहते हैं कि ट्यूब के अंदर बहने वाले तरल पदार्थ से बाहर बहने वाले तरल पदार्थ तक ले जाने वाली नेट हीट क्या है तो एक आसान तरीका या एक जटिल तरीका दोनों के लिए और दोनों तरल पदार्थ के लिए सभी मॉडल समीकरण लिखना होगा और ट्यूब की दीवार में कंडक्शन के लिए मॉडल समीकरण लिखें और आप उन सभी को एक साथ हल कर सकते हैं तो ऐसा करने का सुरुचिपूर्ण तरीका ट्रांसपोर्ट गुणांक को परिभाषित करना होगा यह अनिवार्य रूप से गर्मी की शुद्ध मात्रा को कैप्चर करता है जो एक तरल पदार्थ से दीवार तक और दीवार से दूसरे तरल पदार्थ में ले जाया जाता है

इसलिए कन्वेक्शन के कारण हीट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसके सिद्धांतों को समझना बहुत सुविधाजनक है और साथ ही यह कई गणना और डिजाइन उद्देश्यों में मदद करता है अब तक हमने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को कभी नहीं देखा क्योंकि जब कंडक्शन की बात आती है तो जन ट्रांसपोर्ट अप्रासंगिक है हमने बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा नहीं की लेकिन जब कन्वेक्शन की बात आती है और मास्स ट्रांसपोर्ट भी एक भूमिका निभाता है इसलिए वास्तव में कन्वेक्शन वर्धित हीट ट्रांसपोर्ट के विभिन्न पहलुओं को करते हुए साथ ही साथ बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट प्रक्रियाओं की मात्रा का ठहराव भी देखेंगे क्योंकि ये दोनों समान ट्रांसपोर्ट प्रक्रियाएं हैं इसलिए यदि आप एक का चरित्र चित्रण कर सकते हैं तो आपको दूसरे के लिए निशुल्क चरित्र चित्रण मिलता है हम दिखाएंगे कि 3 अलग अलग ट्रांसपोर्ट प्रक्रियाएं हैं जो मोमेंटम हीट और बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट हैं ये तीनों एक दूसरे के समान हैं और वास्तव में यही कारण है कि इन 3 ट्रांसपोर्ट प्रक्रियाओं को आमतौर पर एक ही लेंस से देखा जाता है कन्वेक्शन के कारण हीट मास्स ट्रांसफर से संबंधित परिभाषा क्या है आपको याद होगा कि जब हमने न्यूटन के शीतलन के नियम पर चर्चा की थी तो हमने कहा था कि इंटरफ़ेस पर हीट ट्रांसफर का मूल तंत्र कन्वेक्शन नहीं है यह वास्तव में प्रसार है इसलिए जब मैं कन्वेक्शन के कारण हीट और मास्स ट्रांसफर से जुड़ी परिभाषा कहता हूं तो मुझे इसे कन्वेक्शन द्वारा बढ़ाया या कन्वेक्शन से प्रभावित कहकर इसे योग्य बनाना चाहिए तो इसे देखने का यह सही तरीका है और हम देखेंगे कि डिफ्यूजन वह तंत्र क्यों है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट इंटरफ़ेस पर होता है फिर हम ट्रांसपोर्ट समीकरण लिखेंगे ट्रांसपोर्ट समीकरण जो ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया को मापेंगा सभी तीन मोमेंटम हीट और मास्स ट्रांसपोर्ट देखेंगे और हम सीमा परत को देखेंगे इसलिए इस पाठ्यक्रम में मोमेंटम सीमा परत के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी जाएगी यह पहले से ही आपके द्रव यांत्रिकी पाठ्यक्रम में शामिल है तो हम सीधे कंसंट्रेशन और तापमान सीमा परत करेंगे तापमान सीमा परत हीट ट्रांसपोर्ट से मेल खाती है और कंसंट्रेशन सीमा परत मास्स ट्रांसपोर्ट से मेल खाती है इसलिए हम सीमा परतों को देखते हैं और फिर हम उन उपमाओं को देखेंगे जो उन्हें समान बनाती हैं और वे कितनी समान हैं और हम इन तीन ट्रांसपोर्ट प्रक्रियाओं की विशेषता के लिए इस समानता का लाभ कैसे उठाते हैं यह तीसरा विषय होगा जिस पर हम विचार करेंगे फिर चौथा विषय वास्तव में इसका बड़ा हिस्सा है जहां 2 प्रकार के कन्वेक्शन प्रभाव होते हैं तो एक को फोर्स्ड कन्वेक्शन कहा जाता है तो मान लीजिए कि आपके पास एक पाइप है जहां द्रव वास्तव में पाइप में पंप किया जाता है तो यह एक संचालित प्रवाह है जहां द्रव्य कणों की गति बाहरी ड्राइव बाहरी पंप के कारण होती है और इसे एक फोर्स्ड कन्वेक्शन कहा जाता है और उस स्थिति के कारण हीट ट्रांसपोर्ट और मास्स ट्रांसपोर्ट की वृद्धि वास्तव में फाॅर्स कन्वेक्शन विषय में शामिल की जाएगी और यहां हम दो पहलुओं को देखेंगे एक बाहरी प्रवाह और आंतरिक प्रवाह है तो पाइप के उदाहरण पर एक नज़र डालते हैं जहां आपके पास एक तरल पदार्थ है जो एक पाइप के माध्यम से जा रहा है और एक और तरल पदार्थ है जो पाइप से बह रहा है पाइप का बाहरी भाग तो अब तरल पदार्थ से ट्यूब के अंदर की दीवार तक हीट ट्रांसपोर्ट के गुणों के अंदर क्या हो रहा हैजो उसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और इसलिए वह आंतरिक प्रवाह खंड में शामिल किया जाएगा और बाहर जो कुछ भी हो रहा है क्योंकि वह घुमावदार सतह क्षेत्र में बह रहा है ट्यूब का बाहरी भाग एक घुमावदार सतह क्षेत्र है और तरल पदार्थ घुमावदार सतह क्षेत्र से बह रहा है अतः इसे एक्सटर्नल फ्लो कहते हैं हम इन दोनों विषयों को अलग अलग देखते हैं और उनमें से प्रत्येक के लिए लामिना और अशांत प्रवाह के लिए हमारे पास दो अलग अलग मामले होंगे हम द्रव यांत्रिकी पाठ्यक्रम में लामिना और अशांत प्रवाह की अवधारणा से पहले ही परिचित हो चुके हैं तो हम देखेंगे कि लामिना और अशांत परिस्थितियों में प्रवाह के गुणों को कैसे शामिल किया जाए फिर उस स्थिति के तहत हीट और मास्स ट्रांसपोर्ट को कैसे प्रभावित किया जाए और फिर हम फ्री या प्राकृतिक कन्वेक्शन को देखेंगे तो इसका एक अच्छा उदाहरण मान लीजिए मैं एक कप कॉफी खरीदता हूं मैं उसे टेबल पर रखता हूं तो गर्मी ट्रांसपोर्ट के नोड्स तो अंततः कॉफी एक संतुलन तक पहुंच जाएगी और यह उसी तापमान तक पहुंच जाएगी जैसे वायुमंडल रेखा 25 डिग्री सेल्सियस तो जिस तंत्र द्वारा कॉफी गर्मी खो देती है वह कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों है अब कंडक्शन हम समझते हैं कि यह क्या है कन्वेक्शन यहाँ एक भूमिका क्यों निभाता है इसका कारण यह है कि द्रव का घनत्व स्थानीय तापमान पर निर्भर करता है इसलिए जब घनत्व में परिवर्तन होता है तो ग्रेविटी एक भूमिका निभाएगी और फिर यह द्रव को प्रसारित करने वाला है और इससे कुछ कन्वेक्शन होने वाला है और वह हीट ट्रांसपोर्ट या मास्स ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने वाला है तो इसे प्राकृतिक या फ्री कन्वेक्शन कहा जाता है और फिर अंतिम भाग में हम कुछ अनुप्रयोगों को देखेंगे बोइलिंग और कंडेंसशन तो यह अनिवार्य रूप से हमें हीट एक्सचेंजर के डिजाइन में ले जाने का एक प्रकार है सबसे पहले आपके पास भाप की तरह हो सकता है तो आप देखेंगे कि कई ताप विनिमायक हैं भाप संरक्षण वास्तव में उद्योग में एक महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए वे कई अलग अलग तरल पदार्थों को उबालने या गर्म करने के लिए भाप का उपयोग करते हैं इसलिए बोइलिंगऔर कंडेंसशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम इनमें से कुछ अवधारणाओं को देखते हैं तो यह वह जगह है जहां हम वास्तव में गियर स्विच करेंगे और पाठ्यक्रम के अगले विषय पर जाएंगे जो कि हीट एक्सचेंजर है मान लीजिए कि हम एक मनमानी वस्तु लेते हैं और हम कहते हैं कि सतह का तापमान Ts पर बना रहता है यह एक ठोस है अब तक हमने देखा कि हम तरल के सभी गुणों को जानते हैं और हमने सब कुछ लंप कर दिया है और हीट ट्रांसपोर्ट को न्यूटन के शीतलन के नियम द्वारा दिए गए हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक की विशेषता है तो अब हम उल्टा करते हैं हम ठोस के बारे में सब कुछ जानते हैं और सतह का तापमान भी जानते हैं और हम नहीं जानते कि क्या गुण हैं या तरल पदार्थ की हीट ट्रांसफर दर क्या है जो इस वस्तु से बह सकते हैं तो मान लेते हैं कि कोई द्रव v वेग से बह रहा है और मान लें कि फ्री धारा द्रव का तापमान यानी यह द्रव वास्तव में दूर बह रहा है और इस वस्तु से बहुत दूर है मान लें कि तापमान टिनफिनिटी है और वस्तु को देखने से पहले ही तापमान भाप बन जाता है तो अब उस स्थान पर हीट ट्रांसपोर्ट क्या है आइए हम स्थान कहते हैं 1 हीट ट्रांसपोर्ट का प्रवाह क्या है तो न्यूटन का शीतलन का नियम आपको बताएगा कि स्थान 1 पर हीट ट्रांसपोर्ट के प्रवाह को स्थानीय तापमान प्रवणता से गुणा करके हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक द्वारा दिया जाएगा अगर मैं यह मान लूं कि Ts Tinfinity से बड़ा है तो वह हीट का प्रवाह है जो उस स्थान पर ठोस से द्रव में स्थानांतरित होता है अब पहले हम यह मानेंगे कि हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक वास्तव में इस वस्तु की सतह के अनुदिश स्थिर है तो अब ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है क्योंकि द्रव के ट्रांसपोर्ट गुण या द्रव में हीट का ट्रांसपोर्ट सभी स्थानों पर समान नहीं हो सकता है इसलिए यह स्थिति xy और z का एक फंक्शन होगा मेरे पास 3 निर्देशांक हैं तो हम x और y कहते हैं तो यह स्थिति का एक कार्य होने जा रहा है ठोस से द्रव में हीट ट्रांसपोर्ट की कुल दर क्या होगी तो हमें क्या करना है कि हमें इस अभिव्यक्ति को उस ठोस के सतह क्षेत्र पर एकीकृत करना है यह h गुना Ts घटा T इंफिनिटी गुना dA होगा तो वह हीट की कुल मात्रा है जो वह दर है जिस पर हीट को ठोस से द्रव तक पहुँचाया जा रहा है तो अब हम एक मात्रा को परिभाषित कर सकते हैं जिसे hbar कहा जाता है तो यह औसत हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक है और इसे As द्वारा 1 के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि ठोस से द्रव तक हीट ट्रांसपोर्ट के लिए उपलब्ध समग्र सतह क्षेत्र है जो h गुना dAs में है इसलिए अगर मुझे पता था कि Ts और टिनफिनिटी क्या है जो कि एक बुरी धारणा नहीं है तो मैं शुद्ध हीट ट्रांसपोर्ट दर q को फिर से लिख सकता हूं जो कि h बार गुना Ts माइनस टिनफिनिटी में है इसलिए मैं औसत हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक के संदर्भ में ठोस से द्रव में शुद्ध ताप ट्रांसपोर्ट को फिर से लिख सकता हूं तो आपने अपनी सभी गणनाओं में जो कुछ भी इस्तेमाल किया है वह वास्तव में औसत हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक है और इस कन्वेक्शन विषय के अधिकांश भाग के लिए हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि इस औसत हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक की गणना कैसे की जाती है इसलिए यदि आप औसत हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक जानते हैं तो आपका काम हो गया आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ज्योमेट्री क्या है स्थान क्या है स्थानीय प्रवाह क्या है इत्यादि यदि आप जानते हैं कि औसत हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक क्या है इसलिए हमने मान लिया है कि यह स्थिर है यदि यह स्थिर नहीं है तो आप तापमान की सतह के स्थानीय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इसे एकीकृत करेंगे तो यहां रुकते है